ठीक है अब मैं भी करना चाहूंगा जिस तरह हम सैंपलिंग लेने की पूरी प्रक्रिया से परिचित हो रहे हैं स्पेक्ट्रल रिप्रेजेंटेशन मैं स्पेक्ट्रल हिस्से पर थोड़ा समय देना चाहूंगा लेकिन इससे पहले कि हम वहां जाएं मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मुझे आशा है कि आपके लिए दिलचस्प होगा तो आप समझ गए होंगे कि सीडी फॉर्मेट पर कंटीन्यूअस टाइम संगीत सिग्नल कैसे दर्ज किया जाता है ठीक है आप एक एंटी अलियासिंग फ़िल्टर लागू करते हैं आप इसका सैंपलिंग लेते हैं वास्तव में इसे ओवर सैंपल करते हैं एक डिजिटल फ़िल्टर लागू करते हैं और फिर डाउन सैंपलिंग करते हैं ठीक है तो आपको इसके लिए समग्र अनुभव मिला है ठीक है अब यह एक लागू प्रश्न है कॉम्पैक्ट डिस्क 441 KHz पर सैंपलिंग लेने की कोशिश कर रहा था जब सीमा 0 से 20 KHz थी अब हमने जो डिजिटल ऑडियो टेप का उल्लेख किया है वह एक ऐसा प्रारूप है जिसका आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है लेकिन यह अतीत में काफी इस्तेमाल किया गया है 48 kHz आपने अभी तक जो भी अध्ययन किया है या जो हमने देखा है उसके आधार पर क्या इसका सीडी पर कोई फायदा है बस उसके आधार पर दोनों अंततः 16 बिट या 22 बिट संकेतों का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं क्या ऐसा कोई लाभ है जो सीडी पर होगा या यदि आप डिजाइनर थे तो क्या आपके पास सैंपलिंग दर को बढ़ाने का कोई कारण होगा एंटी अलियासिंग फिल्टर ठीक है या आप सोच सकते हैं कि मैं ओवर सैंपलिंग से क्यों परेशान हूं हो सकता है कि मैं सामान्य सैंपलिंग के साथ कर सकता हूं मैं सिर्फ 48 KHz पर इसका सैंपलिंग लूंगा मेरा एनालॉग फ़िल्टर अब डिज़ाइन किए जाने के लिए थोड़ा और रूम मिल गया है यह उतना तेज नहीं है जितना आपके पास सीडी प्लेयर के लिए होगा इसलिए मुझे जाने की जरूरत नहीं है फिर अब ट्रेड ऑफ क्या होगा आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं जब ओवरसैंपलिंग के लिए जाना और नीचे आना होगा लेकिन यह एक दिलचस्प सवाल है लेकिन इसके निम्नलिखित फायदे हैं जो आप कर सकते हैं आप बिना ओवरसैंपलिंग के काम कर सकते हैं ठीक है यह एक संभावना है निश्चित रूप से दूसरा जैसा कि ठीक से कहा गया था आपके डिजिटल फ़िल्टर के लिए कम जटिलता होगी डिजिटल एंटी अलियासिंग फ़िल्टर के लिए कम जटिलता होगी ठीक है और मूल रूप से यह जो अर्थ लगाया जा रहा है वह यह है कि सीडी केस की तुलना में ओवरसम्पलिंग के बिना एंटी अलियासिंग एनालॉग फ़िल्टर के लिए कम जटिलता है ठीक है तो अंततः यह बाधाओं को समझने और अवधारणाओं के बारे में बहुत स्पष्ट होने की हमारी क्षमता है जो मुझे मदद करता है जो मुझे पीड़ा देता है और फिर इसका फायदा उठाता है ठीक है बहुत जल्दी आइए हम कुछ ऐसी चीजों में कदम रखें जिन्हें हम आज की कक्षा में शामिल करना चाहते हैं ठीक है वापस उदाहरण के लिए मुझे इसे उदाहरण 1b के रूप में कहने दीजिये यह पहले की तरह ही उदाहरण है लेकिन जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि हम नए तत्वों को लाने की कोशिश कर रहे हैं तो xccos4000πt इसलिए मुझे XcjΩ प्राप्त करने में दिलचस्पी है इसलिए हम इसे xc12ej4000πte j4000πt के रूप में लिखते हैं ठीक है तो यह मूल रूप से एक काम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉरिएर रूपांतरण का उपयोग कर रहा है यह XcjΩπδΩ 4000πδΩ4000π होगा ठीक फिर ये सभी शायद आपके लिए बहुत बुनियादी चीजें हैं लेकिन यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है ताकि हम उन महत्वपूर्ण परिणामों को प्राप्त कर सकें जिनकी हम तलाश कर रहे हैं इसलिए स्पेक्ट्रल डोमेन में इसलिए मेरे पास कंटीन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी के लिए 2 डिराक डेल्टास होंगे तो यह 0 है 1 डिराक डेल्टा 4000π रेडियन प्रति सेकंड दूसरा 4000π रेडियन प्रति सेकंड पर हैं इम्पुल्सेस की ऊंचाई का उल्लेख करने के लिए मत भूलना उसका स्केल फैक्टर π है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा ताकि हम स्केलिंग पहलुओं को खो न दे ठीक है तो ऊंचाई π है ठीक है अब मैंने इसे Ts 16000 पर सैंपलिंग लिया है जिसका अर्थ है कि मेरा सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 12000 π है और सैंपलिंग स्पेक्ट्रम है XsjΩTsk ∞ δΩ 4000π ksδΩ4000π ks मूल रूप से मूल स्पेक्ट्रम स्थानांतरित हो गया इसलिए मैं जो करना चाहूंगा वह इस स्पेक्ट्रम को फिर से स्केच करूँगा सिर्फ प्रमुख अवधारणाओं को दर्शाने के उद्देश्य से तो k 0 के सिग्नल की पहली प्रति मेरे पास 4000 π और 4000 π पर है यह संगत है हरे रंग की k 0 से मेल खाती है फिर k 1 लगभग 12000 π पर केंद्रित होगा सही यह पहला शिफ्ट है और यह सिग्नल की 2 प्रतियां उत्पन्न करेगा एक 8000 π पर बैठा है मुझे बस ये चिन्हित करना है हरे रंग के 4000π 4000π हैं लाल 8000π है यह 12000π से 4000 π है तो दूसरा 16000π पर बैठा होगा ठीक है मुझे यकीन है कि यह पालन करना काफी आसान है K 1 और यह पूर्णता के लिए k 1 करते हैं और यह 12000 और 8000 और 12000 पर इम्पुल्सेस का उत्पादन करेगा तो यह k 1 है और इसी तरह आप मूल रूप से पूरे स्थान को भर देंगे तो यह 8000π 16000 π हैं ठीक है अब इसे चित्रकारी करने के 2 कारण सबसे पहला स्पेक्ट्रम की प्रतिकृति की कल्पना करना लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया करना इसलिए यदि मैं सैंपल सिग्नल से कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल पर वापस जाना चाहता हूं तो मुझे इन अवांछित चित्रों को हटाना होगा और हमने अंतिम कक्षा में कहा कि पुनर्निर्माण प्रक्रिया मूल रूप से s2 से s2 तक सब कुछ बनाए रखेगी ठीक है यहाँ हमारे लिए s क्या है तो s2 से s2 तक तो आइए हम उस भाग को चिह्नित करते हैं जो कि 6000 से 6000 तक होगा यही पुनर्निर्माण प्रक्रिया है तो वह 6000π से 6000π है सब कुछ जो अंदर संरक्षित है उसे बरकरार रखा जाएगा हटाए गए अन्य सभी चित्र जो मूल रूप से कहते हैं कि जब आप पुनर्निर्माण फ़िल्टर द्वारा बनाए रखने जा रहे हैं की हमारी मानक परिभाषा का उपयोग करके पुनर्निर्माण प्रक्रिया करते हैं तो क्या हटाया जा रहा है जो आपको पुनर्निर्माण के बाद मिलता है ठीक वही है जो सैंपलिंग लेने की प्रक्रिया में किया गया हैं ठीक है अब स्केल फैक्टर मत भूलना यह एक Ts का स्केल फैक्टर था तो इनमें से प्रत्येक Ts होगा आपके पुनर्निर्माण फ़िल्टर में एक आयाम Ts होगा यदि आप याद करते हैं तो हमने निर्दिष्ट किया है इसलिए जब मैं 2 को गुणा करता हूं तो यह पाई होगा यह इनपुट स्पेक्ट्रम है ठीक है जो हमने शुरू किया था ठीक है अभी तक सब कुछ साफ है सब कुछ स्पष्ट है अब यहां वह जगह है जहां यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन जाता है और ऐसा करने का पूरा कारण यह है कि हम वास्तव में इसे अंतिम चरण में ले जा सकते हैं तो यह उदाहरण 1 सी है तीसरी बार हम उसी उदाहरण को देख रहे हैं तो xccos4000πt कुछ भी नहीं बदला है सैंपलिंग की अवधि Ts है जो अब 11500 है तो मूल रूप से मैं कम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी के लिए गया हूँ मूल रूप से यह 6000 हर्ट्ज से 1500 हर्ट्ज तक नीचे चला गया है ठीक है पहला सवाल यह है कि मेरा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या है तो xncos4000πnTs Ts 11500 है कोसाइन 4000πn1500 कृपया इसे सरल बनाएं आप पाएंगे कि आपको जो मिल रहा है वह कोसाइन 2πn3 है वही डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो दूसरे शब्दों में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए समान अभिव्यक्ति है आप आश्चर्यचकित नहीं हैं क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि जब आप अंडर सैंपल करते हैं तो आपको एलियास सिग्नल मिलेगा ऐसा लगता है कि यह एलियास सिग्नल ठीक वही सिग्नल है जो पहले आया था ठीक है यह एलियासिंग का प्रभाव है हम आश्चर्यचकित नहीं हैं अब कृपया इसे स्पेक्ट्रल पक्ष पर देखें ठीक है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो पहले की तरह स्पेक्ट्रम की मूल प्रति 4000 π और 4000 π पर है बस सरल करने के लिए आपकी अनुमति के साथ मैं स्केल को गुणा करने जा रहा हूं मूल रूप से हम जो भी स्केल पर लिखते हैं उसे 1000 π से गुणा किया जाता है इसलिए आपको इन बड़ी संख्याओं को लिखते रहने की आवश्यकता नहीं है ठीक है स्केल पर जो कुछ भी लिखा गया है वह गुणा है तो इम्पुल्सेस 4 और 4 पर हैं ठीक है मुझे इसे सही ढंग से लेबल करने दें ताकि यह हमारे लिए आसान हो जाए ठीक है तो अगर यह 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है यदि यह 0 1 2 3 4 है तो यह वह जगह है जहां सबसे पहले इनपुट स्पेक्ट्रम 1 2 3 4 यही वह जगह है जहां स्पेक्ट्रम होने जा रहा है ठीक है और सिग्नल की पहली प्रति ठीक है इसलिए s2πTs3000π है तो मेरे सैंपलिंग की फ्रीक्वेंसी यहाँ है ठीक है तो सिग्नल की पहली प्रति होगी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी द्वारा स्थानांतरित मूल स्पेक्ट्रम kΩs होगी जहां k 1है इसलिए शिफ्ट किया गया स्पेक्ट्रम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी की 4000 होगा तो 1 2 3 4 नहीं मैंने इसे गलत पर चिह्नित किया है यह 3000 पर होना चाहिए इसलिए सिग्नल की पहली प्रति 7000 पर होगी और यह 1000 पर होगी जो कि k 1 से मेल खाती है नीला रंग k 0 से मेल खाता है मुझे लगता है कि वही धारणा है जो हमने पिछले मामले में भी इस्तेमाल की है अब जल्दी से केस को k 1 के लिए ड्रा करें K 1 एक सिग्नल 1000π पर रखेगा यह 7000π पर एक सिग्नल भी देगा ठीक है तो यह 7 और 1 है यह 1 है यह 4 है इसलिए फिर से हमें स्पेक्ट्रम की प्रतिकृति मिलती है सिवाय इसके कि अब छवि इंटरलेस हो गई है यह समस्या है या नहीं हमें अभी तक पता नहीं है आइए हम बताते हैं इन की ऊंचाइयों को तो मूल रूप से इनमें से प्रत्येक πTs की ऊंचाई पर होगा ठीक है अब पुनर्निर्माण फिल्टर कहता है तो मुझे यहाँ लिखने दो पुनर्निर्माण फ़िल्टर का कहना है कि यह s2 से s2 तक जाता है ठीक है तो मूल रूप से इसका मतलब है कि फ़िल्टर 15 से 15 तक हो जाएगा जब आप इसे स्केल पर 1000π से गुणा करेंगे तो हम जिस पुनर्निर्माण या फ़िल्टर के साथ काम करने जा रहे हैं यह 1 है इसलिए पुनर्निर्माण फ़िल्टर इस तरह की ऊंचाई Ts के साथ जाता है और इसे फिर से संगठित करता है इतनी प्रभावी रूप से हमने पुनर्निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से क्या प्राप्त किया है है वह फ्रीक्वेंसी क्या है यह कोसाइन 1000πt जैसा दिखता है मैंने एक सिग्नल कॉस 4000πt में भेजा इसे 1500 हर्ट्ज पर सैंपल किया जाहिर है एलियासिंग मौजूद था मैंने अपने सैंपलिंग रेट के लिए सही रीकंस्ट्रक्शन फ़िल्टर लगाया और प्राप्त किया और ऐसा लग रहा है ठीक है अब कृपया सुनिश्चित करें कि हम इसके साथ सहज हैं cos2πn3 यह डिस्क्रीट टाइम प्रतिनिधित्व है हम जानते हैं कि00Tsहै ठीक तो cos0t जो कि पुनर्संरचित सिग्नल है cos0tcos2π31500tcos1000πt तो मूल रूप से आपने स्पेक्ट्रम को ड्रा नहीं किया होगा आप बस सैंपलिंग सिग्नल और सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी के बीच संबंध के साथ गए होंगे और आप एक ही अभिव्यक्ति प्राप्त करेंगे ठीक है अब एक और उदाहरण है जो इससे संबंधित है वैसे यह एक उदाहरण है जो ओपेनहेम और शेफ़र में मौजूद है अध्याय 4 हमने जो चर्चा की है वह उदाहरण 1 है एक निकट संबंधी उदाहरण 2 भी मौजूद है फिर यह सिर्फ एक मामूली बदलाव है इसलिए हमने पहले ही इस पर ध्यान दिया है मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि आप इस अन्य मामले पर एक नज़र डाल सकते हैं ठीक है अब मैं सिर्फ पुनर्निर्माण समस्या को समेटता हूं या पुनर्निर्माण का कार्य को तो पुनर्निर्माण का कार्य जो हम अगले व्याख्यान पर बनाएंगे इसलिए पुनर्निर्माण प्रक्रिया हम पूरी तरह से सैंपलिंग करण अंडर सैंपलिंग करण के प्रभाव अलियासिंग के प्रभाव को समझ चुके हैं छवि कैसे बनती है और हम पुनर्निर्माण फिल्टर का उपयोग करके कैसे पुनर्निर्माण करेंगे इसे पूरी तरह से समझ चुके हैं अब हमारे पास एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है जिसे ओमेगा एस पर सैंपलिंग किया गया है अब यह बैंड लिमिटेड था या नहीं आपको बता दें कि आपने सिग्नल का सैंपलिंग लिया है और आपको S पर एक सैंपलिंग सिग्नल मिला है अब जब मैं पुनर्निर्माण करता हूं या जब आप इस सिग्नल को फिर से जोड़ते हैं तो s2 के ऊपर फ्रीक्वेंसीयों की कोई धारणा नहीं होती है क्योंकि जहां तक हमारी दुनिया में है अगर आप मुझे बताते हैं कि यह एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल Ωs पर सैंपलिंग है तो मेरे लिए इसके ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है क्योंकि जो भी फ्रिक्वेंसी थी जानकारी थी पहले से ही एलियास हो गए थी और इसलिए इसलिए पुनर्निर्माण किया गया सिग्नल भी यह एक महत्वपूर्ण कथन है पुनर्निर्मित सिग्नल बैंड लिमिटेड होगा यह एक नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल को फिर से संगठित नहीं कर सकता है क्योंकि सैंपलिंग प्रक्रिया के आधार पर आपने कहा है कि ठीक सैंपलिंग केवल सूचना सामग्री को आधा नीक्वीस्ट फ्रीक्वेंसी तक संरक्षित कर सकता है तो यह एक बैंड लिमिटेड सिग्नल s2 से s2 है सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चाबी है और हां जिस तरह से हम इस फिल्टर का चित्र बनाया हैं हमने इसे कुछ समय पहले ही बनाया है s2 to s2 क्या अब आप सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी में s2 से संबंधित कर सकते हैं हाँ हम कर सकते हैं इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे लिख दूं तो यह πTs से πTs हो जाएगा इसलिए मेरे पास आपके लिए एक सरल कार्य है यदि यह मेरा पुनर्निर्माण फ़िल्टर hr है जिसकी Ts ऊंचाई πTs से Ts तक जा रही है तो पुनर्निर्माण फिल्टर hr इनवर्स फॉरिएर रूपांतरण hr12π TsTsTsejΩtdΩ है यह मेरा पुनर्निर्माण फ़िल्टर है कृपया सत्यापित करें कि आपको जो मिलता है वह है hrsinπtTsπtTs अब यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ़िल्टर है एक अनूठी संरचना वाला बहुत ही रोचक फ़िल्टर है और यह संरचना क्यों महत्वपूर्ण है यह संरचना पुनर्निर्माण प्रक्रिया में कैसे भूमिका निभाती है यह एक इनफायनाईट इम्पल्स प्रतिक्रिया फ़िल्टर है यह एक नॉन कौसल फ़िल्टर है लेकिन यह वही है जो हमें आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर के रूप में मिलता है तो आप इसे एक व्यावहारिक फ़िल्टर कैसे बनाते हैं वे सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उन्हें अगली कक्षा में संबोधित करेंगे